ठीक है तो यह आपके पिछले विषय की निरंतरता है जो कि आपके ट्रांसमिशन लाइन के परफॉरमेंस और विशेषता की है मैं एक और दूसरा उदाहरण लूँगा पहले का दो छोड़कर और इसके बाद एक और उदाहरण लूँगा और उसके बाद आप वोल्टेज वेव के बारे में जानेंगे ठीक अबयह वही है जो पहले हमने देखा है आपकी शॉर्ट सर्किट लाइन मध्यम ट्रांसमिशन लाइन में आपके मॉडल के साथ है और अब हम देखेंगे आपका सटीक लंबी ट्रांसमिशन लाइन ठीक और उसके बाद शॉर्ट लाइन मीडियम लाइन और लॉन्ग लाइन पर समान मापदंडों के साथ एक उदाहरण लेंगे और उसको तुलना करेंगे अगला उदाहरण के साथ ठीक है तोयह एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन है जो 124KV50 हर्ट्ज और 08 पावर फैक्टर लैगिंग पर 60 MVA का लोड दे रही है प्रतिरोध और रिएक्टेंस दिया हुआ है और एड्मिटेंस चार्जिंग कैपेसिटेंस के कारण 0442 10 3 mho भी दिया गया है तोआपको A B C D स्थिरांक सेंडिंग एंड वोल्टेज धारा पॉवर फैक्टर विनियमन और लाइन की दक्षता का पता लगाना हैठीक तोचूकि प्रतिरोध 253 Ω दिया गया है और X 665 Ω है तो इसलिए आपका प्रति बाधा 253 j 665 Ω हो जाएगा और आपका Y उस चार्जिंग एडमिटेंस j0442 10 3 mho के बराबर है क्योंकि यह चार्जिंग एडमिटेंस है और γl है क्योंकि हम लंबी लाइन के लिए गणना कर रहे हैं ठीक तो γl वास्तव में ZYहै यह वास्तव में छोटा z हैठीक तो छोटा zylआप रूट ओवर के बराबर लिख सकते हैं यह वास्तव में अंदर है यदि आपl2लाते हैं तो zlyl जो वास्तव में γlcapital Z capital Y है और Z और Y दोनों आपको ज्ञात हैं यह Z है और यह Y है जो दोनों ही आपके लिए ज्ञात हैं इसलिए ZYयह Z और यह Y के बराबर है और आपको 00327 j 0174 प्राप्त होगा तो A B C D लंबी लाइन के लिए मापदंड है यह cosh γl है इसलिएcosh ZY यहाँ γl के बराबर इस स्थान परZY को प्रति स्थापित किया है तो आपको A D 0986 कोण 032 डिग्री प्राप्त हो जाएगी ठीक और B ZCsinh γl है और आप ZC ZYलिख सकते है ठीकपहले भी हमारे पास यह सभी चीजें सभी शब्द और परिभाषा दी गई हैं अब sinh ZY यदि आप इस चीज़ को ZY प्रति स्थापित करते हैं और आप गणना करते हैं तो आपको 393 j 723 प्राप्त होगा और अतः यह B यदि आप यहाँ प्रति स्थापित करते हैं तो आपको 703 कोण 692 डिग्री मिलेगा और C 1ZCsinh γl है तो यह 1ZC है तो अतः यह YZ बड़ी Y भागा बड़ी Zsinh ZY ठीक इसलिए यदि आप यह सब मान प्रति स्थापित करते हैं तो आपको C j 044 10 4 मिलेगा तो लंबी लाइन के लिए आपका सभी A B C D मापदंड की गणना हो गई है अब अगला भाग पर आते है जहाँ सेंडिंग एंड वोल्टेज धारा और पावर फैक्टर का पता लगाना है जो कि भाग है अब भार 60 MVA 124 KV पर अगर कुछ भी नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि आपको यह मान लेना है कि यह लाइन से लाइन है तो यह वोल्टेज लाइन से लाइन है ठीक इसलिए भार धारा पहले के जैसा समान है 3 VI आपका MVA के बराबर है तब यह 60 1000 है ठीक तो यह मूल रूप से धारा का परिमाण 27936 एम्पीयर हैठीक और यह पावर फैक्टर 08 लैगिंग है ठीक इसलिए IR 27936 कोण माइनस 3687 डिग्री एम्पीयर के बराबर है क्योंकि पावर फैक्टर 08 लैगिंग है ठीक तो यहाँ VR आपकामैंने आपको बताया था कि आपको सब कुछ लाइन से न्यूट्रल लेना है मतलब फेज वोल्टेज इसलिए VR 1243 कोण 0 डिग्री KV के बराबर है तो यह 716 कोण 0 डिग्री किलोवोल्ट है जो कि फेज वोल्टेज है अब आप जानते हैं कि सेंडिंग एंड वोल्टेज AVR BIR के बराबर है अब यह धारा वास्तव में 27936∟ 3687 डिग्री हैअर्थात यह VS आपका बराबर है 0986∟032 डिग्री गुणा 716 जो कि AVR है प्लस यह आपका B मान 703 कोण 692 है और यह धारा 27936 एम्पीयर और 1000 से विभाजित किया गया है इस प्रकार कि यह पूरी मात्रा वोल्टेज ड्रॉप गुणा किलोवोल्ट के शब्द में हो जाए ठीक कोण माइनस 3687 डिग्री हो जाएगा क्योंकि यह किलो वोल्ट हैऔर गणना करने के बाद आपको VS 8784 कोण 71 डिग्री किलोवोल्ट के बराबर प्राप्त होगा तो सेंडिंग एंड वोल्टेज L L मतलब लाइन से लाइन 38784∟712डिग्री किलोवोल्ट जो गणना करने के बाद 15214 कोण 712 डिग्री किलोवोल्ट प्राप्त होगी ठीक है अब सेंडिंग एंड धारा IS C VR D IR C और D दोनों की गणना हो चूँकि है और VR ज्ञात है IR भी ज्ञात है ठीक इसलिए यह सब मान आप यहां प्रति स्थापित करते हैं और गणना करते हैं तो आपको IS बराबर 25778 कोण माइनस 3086 डिग्री एम्पीयर प्राप्त होगी अबआप एक संदर्भ रेखा लेते है यह आपकी संदर्भ रेखा है आपका VS 15214 कोण 712 डिग्री है इसलिए इस संदर्भ रेखा से लीडिंग है तो यह आपकी VS 712 डिग्री है और धारा माइनस 308786 डिग्री है इसलिए इस तरफ 3687 डिग्री है तो अब पॉवर फैक्टर कोण इस सेंडिंग एंड वोल्टेज और इस सेंडिंग एंड धारा के बीच का कोण होगा तो यह 712 30860 3798 डिग्री होगा ठीक तो आपका पावर फैक्टर कोण है तो एक बार जब आप पावर फैक्टर कोण प्राप्त कर लेते हैं तो आप इसे सेंडिंग एंड पावर फैक्टर के रूप में लेते हैं जो कि 3798 डिग्री का कोसाइन है जो 0788 के बराबर है ठीक यह सेंडिंग एंड पावर फैक्टर है अब तीसरा भाग यह है कि आपको विनियमन का पता लगाना है ठीक तो PS सेंडिंग एंड पॉवर के बराबर है जो कि 3 VI के बराबर है यह आपकी एक लाइन से लाइन है यह आपकी 15214 KV गुणा आपके 25778 कोसाइन यह 1000 द्वारा विभाजित है क्योंकि यह एम्पीयर में है और इसी कारण हमने 1000 से विभाजित किया है तो और यह किलो वोल्ट में है यह किलो एम्पियर होगा तो अंततः यह 5352 मेगावाट हो जाएगा ठीक और रिसीविंग एंड पॉवर 6008 जो कि 48 मेगावाट होगी ठीक यह आपकी 3 फेज पॉवर है और यह 3 फेज सेंडिंग एंड पॉवर है अब दक्षता जो कि हम जानते है PR भागा PS होता हैं तो 485352 बराबर 8968 प्रतिशत लाइन की दक्षता के साथ था ठीक तब यह D वास्तव में यह लाइन की D दक्षता में दिया गया था लेकिन यहां खुद हमने गणना की है और voltage regulation VS VRVR VS की परिमाण ज्ञात है A की भी परिमाण ज्ञात है और VR की भी परिमाण ज्ञात हैसभी ज्ञात को यहाँ प्रति स्थापित करते हैं तो आपका वोल्टेज विनियमन 2443 मिलेगा ठीक है तो यह मूल रूप से लंबी ट्रांसमिशन लाइन को मानते हुए उदाहरण है अगला यह उदाहरण लंबी ट्रांसमिशन लाइन के लिए है जहां एक ही डेटा को लिया गया है और इसका प्रयोग शॉर्ट लाइन मीडियम लाइन और लॉन्ग लाइन के लिए किया गया है ठीक है तोअब यह उदाहरण 6 एक 60 हर्ट्ज 250 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी 33 j104 ओम प्रति बाधा है और कुल शंट एड्मिटेंस 10 3 mho है रिसीविंग एंड भार 208 KV पर 08 पॉवर फैक्टर लैगिंग के साथ 50 मेगावाट है तोअब आपको सेंडिंग एंड वोल्टेज धारा पॉवर फैक्टर और पॉवर शॉर्ट लाइन नाममात्र π विधि का उपयोग करके और सटीक ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करके पता लगाना है और यधपि यह 250 किलो मीटर लंबी है लेकिन पहले आपको शॉर्ट लाइन मानकर फिर मध्यम लाइन और तब लंबी लाइन मानकर आपको तुलना करना हैं ठीक हैं तो हम एक ही डेटा का उपयोग करेंगे तोअब चूँकि Z 33 j104 10911∟7240 ओम दिया गया है Y j 10 3 मो दिया गया है सीमेंस मैं नहीं लिख रहा हूं मैं मो लिखना पसंद करता हूं इसलिएमो लिखा रिसीविंग एंड भार 208 KV और 08 लैगिंग पावर फैक्टर पर 50 मेगावाट है तो सबसे पहले आपको धारा का पता लगाना है तो यह आपका 50 है जो कि आपका रिसीविंग एंड भार 50 मेगावाट है यह आपका 3 V Icosφ50 के बराबर है लेकिन धारा कोण भी लिया गया है क्योंकि पावर फैक्टर 08 लैगिंग है तो हम IR 50320808 लिख रहे है और कोण माइनस 3687 डिग्री लिख रहे हैं चूँकि IR यह 50 मेगावाट है और यह 208 किलोवोल्ट के बराबर है तो यह धारा किलो एम्पीयर में होगा ठीक तो IR 0173 कोण माइनस 3687 डिग्री किलो एम्पीयर प्राप्त होगी तोफेज वोल्टेज 2003 मतलब 12008 कोण 0 डिग्री KV अब पहले आप इसे शॉर्ट लाइन सन्निकटन माने तोआपका VS VR IZ होगा ठीक अबVR फिर I और फिर Z को प्रति स्थापित करेंतब आपको VS बराबर 13587 कोण 462 डिग्री किलोवोल्ट मिलेगा ठीक है और इसलिएसेंडिंग एंड वोल्टेज लाइन से लाइन 3 से गुणा करने पर आपको 23533 कोण 462 डिग्री KV प्राप्त होगा ठीक और शॉर्ट लाइन के लिए सेंडिंग एंड धारा और रिसीविंग एंड धारा बराबर होता है और यह 0173 कोण माइनस 3687 डिग्री किलो एम्पीयर के बराबर हैइसलिए आपका सेंडिंग एंड पॉवर फैक्टर मैंने आपको बताया है कि आपका धारा माइनस 368 है और वोल्टेज आपका कोण 46 है एक सेकंड मैं इसे बना रहा हूँ यह मान लें कि यह आपकी संदर्भ रेखा है यह आपकी संदर्भ रेखा है और आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज 23533 कोण 462 डिग्री है तो इस संदर्भ रेखा से यह आपका VS है और यह कोण आपका 462 डिग्री है और धारा आपका माइनस 3687 हैं तो यह आपका धारा IR है तो इस चीजों को कहे VS IS और शॉर्ट लाइन के लिए IR IS ठीक तो यह कोण 3687 के बराबर है यह सेंडिंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड धारा लेकिन मैं आपको बताता हूं यह IR वास्तव में IS के बराबर है तो पावर फैक्टर कोण इस वोल्टेज और धारा के बीच का कोण होगा तो यह 462 3687 होगा यही मैंने यहां किया है तो इसका मतलब है कि पावर फैक्टर कोण इस चीज को सीधे मैं लिख रहा हूं कि पावर फैक्टर कोण 36870 462 है तो मूल रूप से इस चीज़ का कोसाइन है तो यह 075 आता है और सेंडिंग एंड पॉवर3 गुणा सेंडिंग एंड वोल्टेज लाइन से लाइन वोल्टेज गुणा धारा जो कि 173 है गुणा यह पॉवर फैक्टर 075 के बराबर है तो गणना करने के बाद यह 5288 मेगावाट है यह छोटी लाइन के लिए हैठीक उसके बाद हम एक तालिका सारणीबद्ध रूप में डाल दूँगा और आपको अंतर दिखाई देगा जब समान डेटा के साथ जब आप नाममात्र विधि पर विचार करते हैं तो यह A D1 YZ2 है यदि गणना करें तो आपको 09481 कोण 1 डिग्री प्राप्त होगी और B Z 10911 कोण 724 डिग्री मिलेगा और C Y 1 YZ4 जो लगभग j 10 3 प्राप्त होगा और आप जानते है कि VS AVR B IR होता है और जब यहाँ आप सभी मापदंडो को प्रति स्थापित करते हैं आपको सेंडिंग एंड वोल्टेज 129817 कोण 572 डिग्री KV मिलेगा इसलिए VS लाइन से लाइन 3 गुणा 129817 होगा जो कि आपका 22485 कोण 57272 डिग्री KV हो जाएगा ठीक है यह लाइन से लाइन वोल्टेज है अगला है आपका धारा I सेंडिंग एंड धारा IS CVR D IR हैतो जब आप C D का मान VR IR का मान यहाँ रखते है तो आपको IS बराबर 0135 कोण 102323 डिग्री किलो एम्पीयर प्राप्त होगा ठीक है अब आप एक इस संदर्भ रेखा को लेते है इस संदर्भ रेखा को ठीक और VS लाइन से लाइन 572 डिग्री दिया गया है तो यह VS 572 डिग्री और धारा कोण IS 1023 डिग्री है तो यह आपका IS 1023 डिग्री रेफ़रेंस रेखा से है तो आपको वोल्टेज VS और धारा IS के बीच का कोण प्राप्त करना है तो यह आपका 1023 माइनस 572 हो जाएगा ठीक इसका मतलब यह है कि आपको इस कोण को पता लगाना है और यह कोण वास्तव में 451 डिग्री आता है तो इसका मतलब है कि सेंडिंग एंड पावर फैक्टर कोसाइन 451 डिग्री है जो 0997 आती है और यह लीडिंग पावर फैक्टर है क्योंकि धारा IS वास्तव में वोल्टेज से लीड कर रहा है पिछला स्थिति में आपने देखा है कि यह एक लैगिंग धारा है VS से लैगिंग है यह लैगिंग है ठीक लेकिन यह छोटी लाइन के लिए है और इसके लिए आपने देखा है कि धारा सेंडिंग एंड वास्तव में आपके वोल्टेज से लीडिंग है यही कारण है कि यह एक लीडिंग पॉवर फैक्टर 0997 है इसलिएयहां मैंने IS VS से लीडिंग लिखा है और 1023 572 डिग्री यानी 451 डिग्री है तो PS 3 22485 और यह धारा किलो एम्पीयर में है गुणा पॉवर फैक्टर 0997 के बराबर है तो PS 524 मेगावाट आती है जो कि सेंडिंग एंड पॉवर है ठीक अब अंतिम है सटीक ट्रांसमिशन लाइन समीकरण जो आपके tan हाइपरबोलिक है ठीक उन सभी चीजों जो भी आपका cosinesin tan मिला है तो पहले आप γlZYl का पता लगाएँ हमने देखा है कि γl वास्तव में पिछले उदाहरण में आपने देखा है कि γl ZY बड़ी Z बड़ी Y आप सभी बड़ी Z बड़ी Y के मानों को प्रति स्थापित करते हैं क्योंकि सभी आपको ज्ञात है तो आपको 033 कोण 812 डिग्री मिलेगा ठीक है तो ZC ZY तो छोटी z y बड़ी ZY के रूट ओवर के बराबर है यह भी आपने देखा है आप Z और Y के मानों को रखो आपको 33031 कोण माइनस 88 डिग्री प्राप्त होगा अब A D cosh γl यह सब मान डालिए आपको 09481 कोण 1 डिग्री मिलेगा ठीक sinh γl बराबर आपको 033 कोण 812 डिग्री और B ZC sinh γl जो कि 109 कोण 724 प्राप्त होगा और C sinh γl ZC है आप सभी मानों को प्रति स्थापित करते हैं तो आप लगभग सामान मान j 10 3 प्राप्त करेंगे अब सेंडिंग एंड वोल्टेज VS AVR B IR होता है तो AVR B और IR सभी मानों को यहाँ प्रति स्थापित करते हैं यहाँ इन सभी मानों को प्रति स्थापित किया गया हैठीक और आप VS 129806 कोण 572 डिग्री किलो वोल्ट प्राप्त करेंगे ठीक इसलिए सेंडिंग एंड वोल्टेज लाइन से लाइन 3 गुणा 22483 कोण 572 डिग्री किलो वोल्ट होगा अब इसी तरह से सेंडिंग एंड धारा IS CVR D IR पता है यहाँ D ज्ञात है VS IR भी पता है तो जब आप यहाँ इन सभी मानों को प्रति स्थापित करते हैं इन सभी चीजों को फिर से दोबारा नही बता रहे हैं लेकिन एक चीज यह है कि यह KV में है लेकिन यहाँ यह किलो एम्पीयर में है तो यह गिरावट यह होगी यह हिस्सा किलो वोल्ट के शब्द में होगा तो उस स्थिति में यदि आप गणना करते हैंठीक तोअपने कैलकुलेटर का उपयोग करने पर आपको IS बराबर 0135 कोण 1023 डिग्री किलो एम्पीयर प्राप्त होगा और इस स्थिति में रेफ़रेंस रेखा से VS कोण 572 डिग्री है और धारा 102323 डिग्री है इसलिएधारा वास्तव में यहाँ भी सेंडिंग एंड वोल्टेज से लीड कर रहा है तो पावर फैक्टर कोसाइन 1023 572 डिग्री होगा जैसा कि इससे पहले 0997 लीडिंग था तो सेंडिंग एंड पॉवर 3 VRगुणा यह धारा परिमाण गुणा 0997 पॉवर फैक्टर के बराबर है जो कि 524 मेगावाट आती है अबयदि आप इस तीनों स्थितियों में छोटी लाइन नाममात्र π विधि और सटीक विधि में तुलना करते हैं तो छोटी लाइन की स्थिति में लाइन से लाइन सेंडिंग एंड वोल्टेज 23533 KV है लेकिन नाममात्र πविधि के लिए सेंडिंग एंड वोल्टेज 22485 KV है और सटीक विधि के लिए भी 22483 KV है तो नाममात्र π और सटीक दोनों कि स्थिति में लगभग समान हैंलेकिन छोटी लाइन के लिए यह वास्तव 23533 KV है ठीक अब धारा की सेंडिंग एंड परिमाण के लिए यह 0173 किलो एम्पीयर है लेकिन यहाँ यह 0135 किलो एम्पीयर है यहाँ यह 0135 किलो एम्पीयर हैयह 2 लगभग समान है लेकिन यहाँ यह थोड़ा अधिक है तो वास्तव में क्या होता है कि आप शंट कैपेसिटर को ले रहे होते है क्षमा करें चार्जिंग कैपेंसिटर ठीक तो मूल रूप से यह लाइन में आपके रिएक्टिव धारा को इंजेक्ट्स करता हैठीक है तो उस स्थिति में क्या होता है कि कुछ हद तक धारा के पास में 2 घटक होते हैं एक वास्तविक घटक और दूसरा आपका रिएक्टिव घटक इसलिए जब आप उस कैपेसिटेंस चार्जिंग कैपेसिटेंस में होते हैं तो वास्तव में रिएक्टिव धारा को इंजेक्ट करता हैं तो धारा का रिएक्टिव घटक थोड़ा कम होगा ठीक तो और उस स्थिति में जब आप धारा का परिमाण लेते हैं तो इसीलिए यह धारा इस से कम होगा क्योंकि यहां छोटी लाइन के लिए कोई चार्जिंग एड्मिटेंस नहीं हैलेकिन इसके लिए उन चीजों पर विचार किया गया है इसीलिए धारा इस से थोड़ा कम है और पॉवर फैक्टर जब आप छोटी लाइन के लिए कुछ भी नहीं लेते हैनो चार्जिंग तो यह 075 है लेकिन अगर आप नाममात्र या सटीक विधि पर विचार करते हैं तो पावर फैक्टर में 0997 सुधार हुआ है और दोनों सामान है यह पुनः समान धारणा हैयह चार्जिंग एड्मिटेंस को विचार करने के कारण हुआ है इसलिए लंबी लाइन के लिए आप चार्जिंग एड्मिटेंस को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं और छोटी लाइन कि स्थिति में आपका सेंडिंग एंड पॉवर 5288 मेगावाट है लेकिन नॉमिनल और सटीक विधि कि स्थिति में थोड़ा कम है यहाँ 524 है यहाँ भी 524 है रिएक्टिव धारा इंजेक्शन के कारण मैंने आपको बताया था धारा परिमाण कम है तो यह धारा थोड़ा कम है और यह थोड़ा अधिक हैठीक तो यदि आप इस तरह से सोचते हैं इसका मतलब है कि लाइन लॉस छोटी लाइन की तुलना में नॉमिनल के लिए या सटीक लाइन में थोड़ी कम होगी जिसे आप कंसीडरेशन कहते हैं तो यह आपका उदाहरण है मैंने छोटी लाइन नॉमिनल और सटीक विधि का उदाहरण दिया है लेकिन एक चीज आप नॉमिनल लगभग सटीक विधि के रूप में देख सकते हैं तो यही कारण है कि आप सभी ट्रांसमिशन लाइन लोड फ्लो अध्ययनों के लिए प्राप्त करोगे चार्जिंग एड्मिटेंस वे मूल रूप से नॉमिनल विधि को विचार कर रहे हैं ठीक अगर लाइन बहुत लंबी है तो यह ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के अनुसार है अगला है तो इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए कुछ छह अलग अलग उदाहरण मैंने आपको दिए हैं और यह आपके विचारों को विभिन्न प्रकार की समस्या में स्पष्ट करेगा ठीक है अब आपका वोल्टेज तरंगें है तो समीकरण 26 और 27 का उपयोग करके मैं आपको 26 और 27 समीकरण दिखाऊंगाथोड़ी देर के लिए रुकिए अगर आपको याद है तो यह आपका समीकरण 26 है तो यह आपका समीकरण 26 है V C1 eγxC2e γxयह समीकरण 26 है ठीक और यह आपका प्रोपगेसन स्थिरांक हमने αjβ लिया हैठीक तो 26 और 27 का उपयोग करके मतलब है कि आप इस मान को यहां रखते हैंयदि आप ऐसा करते हैं तो 26 और 27 यह बन जाएगा V C1 eαxC2ejβx क्योंकि यह वास्तव में αjβx है इसलिए हम इसे eαxejβx C2e αxe jβxकी तरह अलग कर रहे हैं यह समीकरण 49 है अब यह समीकरण 49 है आपको टाइम डोमेन में बदलना होगा क्योंकि यह मान वास्तव में RMS मान कहते है यह V मान वास्तव में RMS मान है इसलिए यदि आप इसे टाइम डोमेन में रूपांतरित करते हैं तो तात्कालिक वोल्टेज को समय t और x के फंक्शन के रूप में आप इसे दे सकते हैं तो आप इसे V फ़ंक्शन t x लिख सकते है मतलब V समय t और दूरी x का फंक्शन है ठीक है यदि यह RMS मान है तो यह इस C1 eαxके वास्तविक भाग में 2 गुणा होगा तब ejωtβx क्योंकि हम समय डोमेन में मान रहे हैं इसीलिए ejωtβx लिख रहे हैं और यह RMS वेल्यू तो पहले के जैसा आपने अपने AC के लिए जो कुछ भी अध्ययन किया है AC परिपथ सिद्धांत उसी प्रकार धारणा ठीक प्लस 2 गुणा C2e αxejωt βx का वास्तविक भाग ठीक तो इस समीकरण को हम आपके समय डोमेन में बदल रहे हैं तो यह समीकरण 50 है लेकिन उसके बाद जो कुछ भी मैंने कहा है मैंने यहाँ लिखा है समीकरण 49 में V किसी भी बिंदु पर लाइन के साथ वोल्टेज का RMS फेजर मान है अर्थात इसे हम समय डोमेन में बदल रहे हैं ठीक और दूरी जो कि रिसीविंग एंड से मापा गया है तो यह x है x बढ़ता है जो कि रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड की ओर आगे बढ़ रहा हैपहला पद बड़ा होता है ठीक इसलिए अगर हम लंबाई जितनी बढ़ा रहे हैं क्योंकि जब हम लंबी लाइन के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मैंने आपकी दूरी रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड की ओर माना हैमतलब जब आप रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो x बढ़ रही है तो जब x बढ़ता है तो eαx ठीक तो यह पद में आपकी वृद्धि होगी ठीक इसीलिए पहला पद eαx के कारण बड़ा हो जाता है और इसे इंसिडेंट वेव कहा जाता है और दूसरा पद e αx छोटा हो जाता है क्योंकि x बढ़ रहा है क्योंकि यह e αx है और इसे रेफ्लेक्टेड वेव कहा जाता है तो एक इंसिडेंट वेव और दूसरा रेफ्लेक्टेड वेव कहा जाता है तो उस लाइन के साथ किसी भी बिंदु पर वोल्टेज दो घटकों का योग है जिसका अर्थ है इस शब्द को हम V1t x के रूप में परिभाषित कर रहे हैं पहला पद और दूसरा पद जिसे हम V2 t x के रूप में परिभाषित कर रहे हैं तोजहां इसका मतलब है कि V1t x एक फ़ंक्शन V है मतलब V1 एक फंक्शन है V1t x 2 C1 eαx cos ωtβx और यदि आप इस वास्तविक भाग का कोसाइन लेते हैं तो आपका यहcos ωtβxहो जाएगा तो यह भाग cos ωtβx होगा यह समीकरण 52 है और दूसरा पद है V2 t x 2 C2 e αx cos ωt βx क्योंकि यहाँ ejωt βx यह वास्तविक भाग होगा तो यह C2 e αx cos ωt βx होगा ठीक यह समीकरण 53 है तो यह V1 के लिए अभिव्यक्ति है और यह V2 t x के लिए अभिव्यक्ति है अब जैसे ही हम लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं तो अगर आप लाइन के साथ बढ़ते हैं फिर क्या होगा कि आपका समीकरण 52 और 53 ट्रेवलिंग वेव कि तरह व्यवहार करने लगता है क्योंकि एक इंसिडेंट वेव है और दूसरी एक रेफ्लेक्टेड वेव होती है अब इस रेफ्लेक्टेड वेव पर आप विचार करें यह भाग को यह भाग को रेफ्लेक्टेड वेव मान लेंगे तो यह V2 t x है और कल्पना करें कि हम वेव के साथ सवारी कर रहे हैं जिसका अर्थ है यदि आप ट्रेवलिंग वेव की अधिकतम परिमाण को देखना चाहते हैं तो वेव की गति क्या होगी और यदि आप उसी गति के साथ आगे बढ़ते हैं तो केवल आप अधिकतम मान का अवलोकन कर सकते हैं तो कल्पना करें कि हम वेव के साथ सवारी कर रहे हैं हम तात्कालिक मान पीक परिमाण देखने के लिए रेफ्लेक्टेड वेव पर विचार कर रहे हैं इसके लिए ωt βx 2 k इसका मतलब है कि यह आपका कॉस है अगर आप चाहते हैं कि यह पीक वैल्यू है यदि आप2 C2 e αx चाहते हैं तो जो भी पीक वैल्यू cos ωt βx 1 होगा ठीक इसका मतलब है आपका ωt βx 1 होगा ठीक अब आप ωt βx बराबर 2kπ लिख सकते हैं तोcos 2kπ ठीक है मैं इस तरह से cos2kπरखता हूं तो इसका अर्थ है ωt βx 2kπ यह एक सामान्य चीज है ठीक अगर k 0 cos 0 1 k 1 cos 2π भी 360 डिग्री 1 और इसी तरह से तो ωt βx 2kπ के बराबर होगा इसका मतलब है कि तात्कालिक को देखने के लिए जिसे आप पीक वेल्यू परिमाण कहते हैं जिसके लिए यह आवश्यक है कि ωt βx यह 1 होना चाहिए अर्थात इसका मतलब है कि ωt βx 2kπ के बराबर होना चाहिए ठीक इसका मतलब है मेरी x t 2kπ यह समीकरण 4 है अब वेव के साथ बने रहने के लिए और अधिकतम परिमाण का निरीक्षण करने के लिए हमें वेव की गति के साथ चलना चाहिए अर्थात जो भी गति है अगर आप उस पीक का निरीक्षण करना चाहते हैं तो आपको उसी के साथ चलनी होगी तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप इसे समय के संबंध में डेरीवेटिव लेते है अथार्त d समीकरण 54 के लिए ठीक है इसलिए dxdtआपको पता चलता ठीक dxdt का अर्थ है मूल रूप से होगा इसलिएdxdt होगा ठीक यह समीकरण 55 है इस प्रकार प्रोपगेसन का वेग v दिया गया है जो कि dxdtहै ω2πfयह समीकरण 56 है ठीक तो यह प्रोपगेसन का वेग है अब लाइन के साथ वोल्टेज चक्र को पूरा करते है मैंने यहाँ कोणीय संवेगβx मे 2π रेडियन के परिवर्तन के अनुरूप लिखा है ठीक इसी लाइन की लंबाई के अनुरूप x λ है ठीक जो कि तरंग दैर्ध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि आपके द्वारा प्रति मीटर रेडियन में व्यक्त किए जाते हैं तो प्रति मीटर रेडियन में व्यक्त किया गया है इसका अर्थ है कि लाइन के अनुरूप एक पूर्ण वोल्टेज चक्र कोणीय संवेग βx में 2π रेडियन का परिवर्तन है तो उस स्थिति में अनुरूप लाइन लंबाई x λ को तरंग दैर्ध्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कि अगर βx2π है जो कि x वास्तव में λ के बराबर है ठीक तो यही कारण है कि यहाँ हम रख रहे हैं कि जब x λ βλ 2π ठीक तो अगर λ 2π केवल एक चीज है जो मैं आपको बताऊंगा आम तौर पर λ इस तरफ मेरी आदत बन जाता है मैं इस तरह से लिखता हूं लेकिन वास्तव में यह इस की तरह है ठीक वास्तव में यह ऐसा है लेकिन इसलिए आप मुझे माफ कर दें तो यह मेरी आदत बन गई है इसलिए मैं इस तरह से लिखता हूं तो इसलिएλ 2π तो λ 2π ठीक तो यह वास्तव में आपका है जिसे आप तरंग दैर्ध्य कहते हैं अभी कुछ और महत्वपूर्ण बात है अब जब लाइन हानियों की उपेक्षा की जाती है इसका मतलब है g 0 होना चाहिए और r भी 0 होना चाहिए तो उस स्थिति में यदि लाइन हानियों की उपेक्षा की जाती है तो प्रोपगेसन स्थिरांक का वास्तविक भाग 0 हो जाएगा इसका मतलब है समीकरण 27 से γαjβ जो कि छोटी z छोटी y के रूट ओवर के बराबर है तो इस विषय की शुरुआत में सभी नाम करण दिए गए थे इसलिए rjωLgjω jωC ठीक है तो जैसा कि r 0 है g 0 हैतो आप यहाँ r 0 g 0 प्रति स्थापित करते है तो आपको j2 2 LC मिलेगा जो कि jω LC होगा तो कोई वास्तविक भाग नही है जिसका अर्थ है α 0 और βω LC यह तब हो रहा है जब लाइन लॉस लेस है हम लॉस लेस लाइन मान रहे है इसलिए समीकरण 29 से कैरेक्टेरिस्टिक इमपिडेंस हम जानते है ZC small zsmall y और छोटी z rjωLgjωC लेकिन r 0 है g 0 है इसलिए यदि आप यहाँ r को 0 और g को 0 रखते हैतो jω jω समाप्त हो जाएगा और अंततः यह ZC LC बन जाएगा ठीक तो ZC वास्तव में एक पूर्ण प्रतिरोधक है यह पूर्ण रूप से प्रतिरोधक है यहाँ कोई जटिल भाग नहीं है LC यहाँ पूर्ण रूप से आपका केवल प्रतिरोधक है इसका मतलब है इसे आमतौर पर सर्ज इमपिडेंस के रूप में संदर्भित किया जाता है तो ZC वास्तव में आम तौर पर सर्ज इमपिडेंस के रूप में जाना जाता है इसका मान ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के स्थिति में 250 ओम और 400 ओम के बीच और भूमिगत केबल के स्थिति में 40 और 60 ओम के बीच भिन्न होता है